हमारे पास फ्रिक्शन में एक समस्या है जिसको हल करने की आवश्यकता है l आइए मैं बस समस्या का वर्णन करता हूं और समाधान खोजने की कोशिश करता हूं l यह समस्या इस तरह जाती है यहां 3 ब्लॉक A B C हैं l शीर्ष ब्लॉक 30 किलो न्यूटन है मुझे लगता है कि यह एक इंजीनियरिंग समस्या है जहां मैं इस ब्लॉक को ऊपर या नीचे की ओर ले जाना चाहता हूंचाहे जो भी मामला हो l और उन्होंने जो किया है वह यह है कि उनके पास दो ब्लॉक हैं यहां उनके बीच एक स्लान्टिंग कॉन्टैक्ट हैं अब यह एक वैज है यह एक और वैज है लेकिन एक ब्लॉक के आकार का है l तो अगर मैं इन दोनों को इस तरह धक्का देता हूं तो यह ऊपर जाना चाहिए और अगर मैं इसे धीरे धीरे छोड़ दूं तो यह नीचे आ जाएगा यही इंजीनियरिंग समस्या है हमारे पास यहां पर रोलर्स हैं इसलिए यहां इसके साथ कोई फ्रिक्शन नहीं है यह केवल एक लंबवत अभिक्रिया है जो 30 किलो न्यूटन के इस साइड से आती है l ये छोटे ब्लॉक हैं मान लीजिए लकड़ी के ब्लॉक हैं इसलिए यह भारी नहीं है 1 किलो न्यूटन 1 किलो न्यूटन मुझे लगता है और कोण 25 डिग्री के रूप में दिया गया है यह 30 40 भी हो सकता है मैं यहाँ सिर्फ एक पाठ्य पुस्तक से ले रहा हूँ और याद रखिए यहां 25 किलोन्यूटन है 25 किलो न्यूटन l मूल रूप से क्या हो रहा है यहां एक आदमी है शायद मैं बस अनुमान लगा रहा हूं और वह धकेलने की कोशिश कर रहा है l तो वे इस तरह से धकेलते हैं और वह इस तरह से धकेलते हैं जो लगभग एक समान हैं l इसलिए 25 किलो न्यूटन वास्तव में 25 किलो न्यूटन एक विशाल 2 5 टनस के द्वारा धकेलना है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं l हो सकता है कि यहां कोई जैक हो और उस जैक की भुजाएं परस्पर एक दूसरे की तरफ जाती हो l और इसलिए अब आपके पास एक समान और विपरीत फोर्स आ रहे हैं l मैं यहां बस कुछ चीजों का इंजीनियरिंग समस्या के रूप में अनुमान लगा रहा हूं l अब यहां उदाहरण के लिए अन्य पैरामीटर दिए हुए हैं सभी कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन कॉएफिशिएंट तो मैं मान लेता हूं कि इसका कांटेक्ट A और B B और C और C और ग्राउंड के बीच में हैं l यह सभी स्टैटिक फ्रिक्शन 03 है l अभी प्रश्न यह दिया गया है कि मैं यहां पर 25 किलो न्यूटन लगाता हूं l क्या आप सोचते हैं कि यह आगे बढ़ेगा क्या आप सोचते हैं कि यह नीचे जाएगा या यह स्थिर रहेगा इसलिए ऐसा लगता है कि यहां कुछ समस्याएं हैं जिन्हें हमें संभालना है l मान लीजिए मैं विशुद्ध रूप से स्टैटिक्स मान लेता हूं l क्या होता है यहां पर कुछ फोर्स होगा यहां पर कुछ फोर्स होगा यहां पर कुछ फोर्स होगा जो कि एक फ्रिक्शनल फोर्स है l लेकिन से अधिक नहीं जो इस बॉक्स में से प्रत्येक के लिए आता हैl अब यदि इस ब्लॉक को स्थिर रहना है तो यहां दो संभावनाएं होती हैं एक तो यह है कि यह बस स्टैटिक हैं दूसरी यह हो सकती है कि ये दो ब्लॉक स्लाइड करते हैं l मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूं कि इस तरह की स्थिति नहीं हो सकती है क्योंकि इसका कारण यह है कि आपके पास 25 किलोन्यूटन यहां है 25 किलो न्यूटन यहां है जिसका मतलब है कि इसको इस प्रकार से या इस प्रकार से धकेलने के क्रम में यहां कोई होरिजेंटल फोर्स नहीं है l तो एक संभावना यह है कि आइए हम इनमें से एक मामले को देखें इसलिए आइए अब हम मामला 1 लेते हैं l और हम 30 किलो न्यूटन के ऊपर जाने की संभावना को देख रहे हैं l क्या हम ऐसा करें आइए हम 30 किलो न्यूटन के ऊपर या नीचे जाने की संभावना को देखते हैं l आइए अब हम ऊपर जाने पर विचार करते हैं l यदि इसे ऊपर जाना है तो एक संभावना है कि A और B एक दूसरे से चिपके रहते हैं मान लीजिए और यह C दाएं ओर चलता है l वह C जो दाईं ओर चलता है वह उसे ऊपर धकेल सकता है यह एक संभावना है क्या कोई और संभावना है एक और संभावना है C जैसा है वैसा ही रह सकता है और B बाईं ओर जाता है इसलिए यदि B इस तरीके से जाता है और फिर से मैं एक ऊपर की ओर मोमेंट देखता हूं l दूसरा विकल्प यह है कि यह दोनों एक साथ चलते हैं l किसी भी मामले में मैं देखता हूं कि यह हमें बाईं ओर जाने के लिए रोकता है तो आइए अब हम इस संभावना को पहले देखते हैं l तो एक संभावना यह है कि हम क्या तलाश रहे हैं l मैं यह मान रहा हूं कि यदि मैं इस संभावना को देखता हूं तो और भी कई चीजें हैं जो हम उस संभावना से समझेंगे

लेकिन मान लीजिए मेरे पास इस दी हुई स्थिति में यह शुरू करने के लिए यह स्टैटिक है और मान लेते हैं कि मोमेंट सिर्फ इंपैंडिंग है l इसलिए इस मामले में है एक सेंस बनाता है l अब इसके बाद यह बहुत आसान है l मुझे बस इतना करना जरूरी है कि साम्यावस्था की समीकरण वर्टिकल कंपोनेंट्स 25 भाग नहीं लेता है और N भाग लेंगे 30 किलो न्यूटन भाग लेगा 1 किलो न्यूटन भाग लेगा l तो मैं दोबारा से लिखूंगा तो मैं ऊपर की ओर की दिशा को पॉजिटिव दिशा ले सकता हूं जो यह इंगित करता है कि मेरे पास 30 प्लस 1 माइनस 31 किलो न्यूटन नीचे की ओर प्लस N गुना cos 25 l आइए मैं बस पहले थीटा मान लेता हूं और मानते हैं कि यह हमें बाद में मदद करेगा इसलिए इस मामले में मेरे को कोण बदलना है l की दिशा नीचे की दिशा में है l इसलिए यह है और यह 0 के बराबर होना चाहिए l यह बहुत आसान हैं l मैं इससे सीधे N प्राप्त कर सकता हूं l N क्या है N मेरे पास 31 डिवाइडेड बाई cos θ के बराबर है l तो l आइए अब हम मानो को प्रतिस्थापित करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है l यदि θ 25 है मुझे लगता है कि अभी आपके पास केलकुलेटर नहीं है कोई बात नहीं l यदि यह 30 है और l और मोटे तौर पर मुझे यहां क्या प्राप्त होता है माइनस 03 l लगभग 17 ओड है माइनस 03 लगभग 14 बाई 2 जोकि 07 है मोटे तौर पर लगभग 07 यह राशि है 31 बाई 07 यह लगभग 30 प्रतिशत अधिक होता है l इसलिए यह लगभग 40 किलो न्यूटन ज्यादा हो सकता है l मैं बस यहां अनुमानित संख्या को देख रहा हूं बस समझने और याद रखने के लिए मैं इसे तत्कालिक रूप से कर रहा हूं l इसे करने के बाद अब यह प्राप्त करना संभव है कि क्या यह संभावना मौजूद है l अभी हमारे पास यह प्रश्न है कि क्या इसके मौजूद होने की कोई संभावना है अब मेरे पास प्रतिरोध के कारण फ्रिक्शन के कारण दाएं हाथ की दिशा कि ओर एक फोर्स है l इसी प्रकार से दाहिने हाथ की दिशा में फ्रिक्शन के कारण प्रतिरोध और एक 25 किलो न्यूटन है जो इसे ऑफसेट कर रहा है इसलिए यदि मेरे को एक हॉरिजॉन्टल साम्यावस्था को लिखना है तो मैं लिख सकता हूं मान लेते हैं कि यह दिशा पॉजिटिव है यह इंगित करता है कि मेरे पास गुना 30 किलोन्यूटन है यह एक और यह एक है l तो यह भी प्लस है और यह एक cos 25 है या मैं इसे बस cos θ - 25 के रूप में लिख देता हूं l यदि यह 0 के बराबर है इंपैंडिंग को इंगित करता है l कृपया याद रखें मैंने यहां क्या लिखा है यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हमें याद रखनी चाहिए l यदि यहां एक इंपैंडिंग मोशन होता है तभी मैं इसे 0 के बराबर लेता हूं यदि यह मोशन में है मान लेते हैं कि यहां एक एक्सीलरेशन है याद रखिए कि यह 0 के बराबर नहीं है यह द्रव्यमान गुना वह एक्सीलरेशन होगा l यदि यह चल नहीं रहा है यदि यह इंपैंडिंग नहीं है यह जो धारणा है मैंने बनाई है सही नहीं हैl इसलिए याद रखें कई धारणाएं जो मैंने बनाई हैं l लेकिन यहां सत्य क्या है यह मान है या इसका अधिकतम मान है जोकि संभव है यदि यह स्टैटिक स्थिति में है और इसलिए यदि मान कम हैं तो हमें पता लगाना होगा कि क्या हो रहा है तो आइए अब हम इसको देखते हैंl यह दोनों फ्रिक्शनल प्रतिरोध हैं l मैं इस शब्द लिमिटिंग को जोड़ने जा रहा हूं l मैं इस लिमिटिंग को जोड़ता हूं क्योंकि यह एक इंपैंडिंग की धारणा है इंपैंडिंग मोशन की धारणा l यह याद रखने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि जब हम यह करते हैं जिसको बस स्टैटिक्स मान लेते हैं और आगे चलते जाते हैं स्ट्रक्चर के साथ क्या हो रहा है उसकी परवाह नहीं करते हैं l इसलिए यह फिर से इंपैंडिंग है इंपैंडिंग है यह केवल एक फ्रिक्शनल प्रतिरोध के कारण हैं और यह वह है जिसे लगाया जाता है l आइए बस आकलन करते हैं यह क्या हो सकता है मैं यहां मोटे तौर पर आकलन करता हूं l इसलिए यह है l यह 9 किलो न्यूटन होता है और मेरे पास एक cos θ गुना है कहते हैं कि यह प्लस है l यदि मैं θ को मोटे तौर पर 30 लेता हूं जो कि लगभग 07 071 07 है l आइए हम मान लेते हैं यह मोटे तौर पर है मैं बस लिख रहा हूं l इसलिए यह साथ में मुझे 021 गुना N देता है l N इसके द्वारा दिया जाता है जोकि लगभग 43 है l यह मोटे तौर पर लगभग 43 किलोन्यूटन है l केलकुलेटर के अभाव में मैं बस इसे रख दूंगा l तो यह 021 गुना 43 है मोटे तौर पर यह लगभग 86 87 है l इसलिए मोटे तौर पर लगभग 865 किलो न्यूटन l क्या हमने इसको सही प्रकार से किया है यह एक महत्वपूर्ण चरण है क्या मैंने इसे सही किया है अधिकतर हम यहां गलती करते हैं l क्या मैंने इसे सही किया है आइए हम मान लेते हैं यह यदि यह दोनों चले गए हैं केवल यह रहता है l कैसे आता है क्योंकि मैंने इस N को छोड़ दिया है N का एक घटक है l और उसकी दिशा क्या है यह भी पॉजिटिव दिशा में है l इसलिए यह प्लस N गुना sin θ है l l और यह उस वेट के कारण हैं जोकि इसकी तरफ आ रहा है l यह वेट के प्रभाव के कारण हैं l इसलिए मैं इन्हें अलग कर रहा हूं एक वेट का प्रभाव है दूसरा फ्रिक्शनल प्रभाव है l वास्तव में मैं सीधे तौर पर दोनों को अलग नहीं कर सकता हूं लेकिन बस एक विचार को प्राप्त करने के लिएl इसका मान मोटे तौर पर क्या होता है यह N लगभग 43 है l तो आइए हम बस इसको भी लिख देते हैं l तो मान लेते हैं कि यह वेट का प्रभाव है सिर्फ एक विचार प्राप्त करने के लिए और इसका वेट क्या होगा 43 किलो न्यूटन गुना sin 30 लगभग 05 है और यह मुझे लगभग 21 किलो न्यूटन देता है ll इसलिए मान लीजिए अब आप प्राप्त करते हैं कि यह लगभग 20 से 18 से 20 किलो न्यूटन फोर्स है जो इस तरीके से आगे बढ़ने के मामले में स्लाइडिंग के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है l क्या यह स्पष्ट है और इसलिए यदि मैं उन सभी को एक साथ देखता हूं यह 9 प्लस लगभग 9 18 kN फ्रिक्शन में प्रस्तावित किया जाता है मोटे तौर पर लगभग उतनी ही मात्रा का फोर्स जितना कि वेट के द्वारा प्रस्तावित होता है l और यदि मुझे एक प्रतिरोध के बारे में सोचना है तो प्रतिरोध किस रूप में आएगा उदाहरण के लिए यदि मुझे इसे पूरे तरीके से इस प्रकार से धकेलना हैं l प्रतिरोध इससे और इसके वेट से आएगा l इसलिए मुझे ऑफ सेट करना होगा 18 प्लस मोटे तौर पर फिर से 18 या मान लेते हैं 20 प्लस 20 इस आदमी को धकेलने के क्रम में मेरे पास कम से कम 40 किलो न्यूटन की जरूरत है l मैंने बहुत ही अपरिष्कृत गणना की है लेकिन यह अब मेरे लिए बहुत उपयोगी है l और याद रखें मैंने क्या किया हैl मैंने प्रतिरोधों के लिमिटिंग मामले को देखा है l मैंने वेट के प्रभाव को देखा है l मान लीजिए यहां बिल्कुल कोई फ्रिक्शन नहीं था और मुझे इसे एक स्थान में रखना है मुझे इसे यथावत स्थान में रखने के लिए लगभग २० किलो न्यूटन लगाने की आवश्यकता है लेकिन इस विशेष मामले में इसे स्थान में बनाए रखने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स पर्याप्त है क्या यह स्पष्ट है और याद रखिए यह इंपैंडिंग मोशन किस दिशा में हैं बाईं ओर है आइए इसे थोड़ा सा अलग करते हैं l मान लेते हैं की मूवमेंट इस तरीके से है l ऐसा कब होगा इस तरह का मूवमेंट कब होगा जब यह इसे धकेल रहा है और यह नीचे की तरफ फिसल रहा हैl आइए हम इस विशेष संभावना को देखते हैंl तो यह फिसल रहा है l यहां सब क्या बदलेगा केवल फ्रिक्शनल फोर्स की दिशा ही होती है जो बदल जाएगी l फ्रिक्शनल फोर्स की दिशा कुछ हद तक इस नॉर्मल अभिक्रिया को प्रभावित करेगी l लेकिन याद रखिएमोटे तौर पर लगभग 05 गुना 03 है लगभग 015 या लगभग 15 प्रतिशत जो इसका योगदान हैं l और cos θ मोटे तौर पर लगभग 07 है और इसलिए मुख्य प्रभाव इस cos θ के कारण होता है l अब मैं इसे यहां क्यों रख रहा हूं इसका कारण है कि यहां एक प्लस साइन आ रहा है यह मोमेंट यह दूसरी दिशा है l आइए इस को ध्यान पूर्वक देखते हैं l यह प्रतिरोध है जो अब हमारे पास है l अब केवल दिशा बदल गई है और यह इस दिशा के बारे में क्या ख्याल है क्या यह बदल जाएगी क्या यह बदलेगी नहींl यह दिशा वही रहेगी और इस की क्या दिशा होती है इस प्रकार से इसकी क्या दिशा होती है इस प्रकार l आइए हम देखते हैं अभी इसके बारे में भूल जाते हैं l आइए हम इन दो प्रभावों देखते हैं l इस आदमी को इसे इस स्थान पर बनाए रखने के लिए लगभग 21 किलो न्यूटन की जरूरत है l क्या मुझे वह 21 किलो न्यूटन यहाँ से मिलता हैयह मोटे तौर पर 18 किलोन्यूटन है जो मुझे यहां से मिल रहा हैl बाकी मैं एक फोर्स 25 किलोन्यूटन से इसकी पूर्ति कर सकता हूं क्योंकि यह दाहिने हाथ की तरफ के मोशन का विरोध कर रहा है l तो 25 इसे यथावत अपनी स्थान पर बनाए रखने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं l इसलिए दोनों चीजें जो मुझे अब पता लगी हैं l मोमेंट बाईं ओर नहीं है मोमेंट दाईं ओर नहीं है क्योंकि मुझे पहले ही दिखाया जा चुका हैकि 25 किलो न्यूटन इसे यथावत रखने के लिए पर्याप्त से अधिक है और यदि 25 किलो न्यूटन से इसको बाएं हाथ की तरफ धकेलना पड़े तो यह संभावना मौजूद नहीं है हमने यह देखा है l इसलिए बाएं हाथ की तरफ मूवमेंट संभव नहीं है दाहिने हाथ की ओर 25 किलो न्यूटन इसको स्थान पर बनाए रखने के लिए पर्याप्त से अधिक है l जिसका मतलब है कि जहां तक इस ब्लॉक का संबंध है यह स्टैटिक स्थिति में है अब तक तो सब ठीक है l तो हमने जो अच्छी चीजें देखी हैं उनमें से एक यह है कि यह आदमी स्थिर स्थिति में है यह और यह अब एक साथ घटित हो रहा है l यहां इसको धकेलने की एक संभावना है l यदि मैं उस संभावना को देखता हूं और उसमें रियायत करता हूं तब मैं जानता हूं कि संपूर्ण चीज स्टैटिक साम्यावस्था में हैl हमने देखा है कि A और B एक दूसरे के सापेक्ष गति नहीं करते हैं क्योंकि हमने पहले जो अभ्यास किया था

यदि यह बाएं हाथ की दिशा में जा रहा है संभावना है कि या यह इस 25 किलो न्यूटन का प्रतिरोध करता है तो इसे दो फ्रिक्शनल फोर्स का प्रतिरोध करना हैl अब विपरीत दिशा में और इसलिए 21 किलो न्यूटन इसे बाईं ओर धकेलने में सक्षम होना चाहिएलेकिन स्वयं फ्रिक्शन के द्वारा प्रतिरोध 18 है बाकी बचा हुआ 3 या 4 किलो न्यूटन इस 25 किलो न्यूटन द्वारा स्वचालित रूप से ऑफसेट हो जाता है जिसका मतलब है कि यह वेज C भी स्टैटिक स्थिति में हैं l और इसलिए हमें जो प्राप्त होता है उससे कोई मूवमेंट नहीं होती है और मैंने मोटे तौर पर गणना की है विशिष्ट गणनाए इसे पूरी तरह समझने के लिए आप कर सकते हैं l लेकिन जैसा कि हम यहां पहले ही देख चुके हैं लिमिटिंग स्थिति को देखकर यह एक दिशा की अन्य दिशा में मूवमेंट की लिमिट के भीतर है और इसलिए यह स्थिर स्थिति में है l